नमस्कार ऐस्टीमेशन फॉर वायरलेस सिस्टम पर चल रहे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के एक और अध्याय में स्वागत है तो अभी तक हमने वेक्टर पैरामीटर H bar के मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेशन के बारे में विचार किया और हमने यह भी बताया की मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट जोकि मिनिमम लिस्ट स्क्वायर कॉस्ट फंक्शन से संबंधित है और मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट H hat दिया जाता है H hat जोकि बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar ठीक है और यह मैट्रिक्स X ट्रांसपोज जिसे हमने सुडो इन्वर्स मैट्रिक्स ऑफ X कहां है ठीक है और और इससे हमने वेक्टर पैरामीटर के लिए ML एस्टीमेट कहां है जिसे ML एस्टीमेट या LS भी कहते हैं जो कि आपका लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट है और अब हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट के गुणों को जानेंगे तो चलिए हम जानना चाहते हैं इसके गुणों के बारे में मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट जोकि दिया जाता है H hat से और जो बराबर होता है X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज Y bar और जहां Y bar ऑब्जरवेशन का वेक्टर है मैट्रिक्स X पायलट मैट्रिक्स है किसी मल्टी एंटीना सिस्टम के लिए ठीक अब याद कीजिए चलिए हम फिर से कुछ पीछे अपने सिस्टम मॉडल की ओर चलते हैं याद कीजिए हमारा सिस्टम मॉडल जिसमें Y bar बराबर था H X bar V bar के तो यह हमारा सिस्टम मॉडल है जहां V bar गौशियन नॉइज वेक्टर है इस वेक्टर में गौशियन नॉइज सैंपल्स होते हैं और इसीलिए यह एक गौशियन नॉइज वेक्टर है अब जब Y bar H X bar V bar के बराबर है Y bar का गहरा संबंध है V bar से यह V bar का लिनियर ट्रांसफॉरमेशन होता है मूलतः V bar एक कांस्टेंट होता है यह H X bar है इसलिए यह अफीन ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है इसका मतलब Y bar बराबर होता है अफीन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ V bar जो है लिनियर ट्रांसफॉरमेशन ऑफ V bar कांस्टेंट शिफ्ट अफीन ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान गौशियन वेरिएबल गौशियनही रहते हैं जो यह बताता है कि Y bar एक गौशियन वेक्टर के बराबर है तो हम मूल रूप से क्या कह रहे हैं अगर मैंने गौशियन रेंडम वेरिएबल लिए और फिर अगर इन्हें मैंने मापा और मैंने इन्हें दूसरे कांस्टेंट पर शिफ्ट कर दिया तो यह गौशियन रेंडम वेरिएबल का अफीन ट्रांसफॉर्मेशन माना जाएगा और तब मुझे एक दूसरा गौशियन रेंडम वेरिएबल प्राप्त होगा ठीक है तो अफीन ट्रांसफॉर्मेशन के कारण भी गौशियननेस नहीं बदलती अब मेरे पास Y bar जोकि बराबर है X H bar V bar के V bar गौशियन है तो मैं V bar को लेता हूं इससे X H bar से शिफ्ट करता हूं इसलिए Y bar गौशियन वेक्टर है तो चलिए हम शुरू से शुरू करते हैं ऑब्जरवेशन वेक्टर गौशियन है तो ऑब्जर्वेशन वेक्टर Y bar है जोकि गौशियन है अब आप अगर X H hat को देखते हैं जहां H hat बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar के यह मूल रूप में Y bar का लिनियर ट्रांसफॉरमेशन है तो यह Y bar का लिनियर ट्रांसफॉरमेशन है और इसलिए Y bar गौशियन है गौशियन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देगा दूसरा गौशियन वेक्टर H hat जोकि स्वभाव से गौशियन है क्योंकि गौशियन वेक्टर का ट्रांसफॉर्मेशन देगा दूसरा गौशियन वेक्टर H hat गौशियन वेक्टर है तो यह पहली चीज है जो हमने स्थापित की जोकि है H hat वेक्टर पैरामीटर H का एस्टीमेट है और H hat गौशियन वेक्टर है अब अब दूसरी बात को साबित करने के लिए चलिए फिर से देखते हैं H hat जो बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar के परंतु याद कीजिए Y bar बराबर है X H bar V bar के तो अब मेरे पास होगा X ट्रांसपोज इन्वर्स X ट्रांसपोज Y bar तो मैं Y bar की जगह X H bar V bar रख देता हूंऔर अब इस को विस्तृत रूप में देखें मेरे पास है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज टाइम XH bar X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar अब अगर मैं यहां इस क्वांटिटी को देखूं X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज X यह एक आईडेंटिटी मैट्रिक्स है इसलिए कह सकते हैं आईडेंटिटी टाइम H bar और जो देगा H bar X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज V bar और जो कि आपका H hat है तो लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट H hat को हम लिख सकते हैं H hat बराबर H bar के जोकि ओरिजिनल पैरामीटर है अननोन पैरामीटर वेक्टर कुछ जो निर्भर करेगा नॉइज पर और जो X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम X ट्रांसपोज V bar है फिर से याद कीजिए V1 V2 Up to VN जो IID गौशियन रेंडम वेरिएबल है और जिनका मीन 0 है यह बताता है क्योंकि इन सब का मीन 0 है V1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू V2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू के बराबर होगी आगे भी सारे वेरिएबल की एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर होगी और जो कि 0 के बराबर होगी और इसलिए अब अगर मैं इस पूरे वेक्टर की एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखूं या यह कहूं कि गौशियन वेक्टर V bar की एक्सपेक्टेड वैल्यू को देखूं तो यह नॉइज वेक्टर V bar है यानी कि आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बराबर होगी वेक्टर के जिसके कॉम्पोनेंट्स होंगे V1 V2 से लेकर VN अब अगर मैं एक्सपेक्टेड वैल्यू को अंदर ले जाऊं तो यह कुछ नहीं परंतु V1 की एक्सपेक्टेड वैल्यू V2 की एक्सपेक्टेड वैल्यू आगे चलकर VN की एक्सपेक्टेड वैल्यू है और यह सभी 0 है तो यह एक N डाइमेंशनल 0 वेक्टर है जो कि काफी हद तक सही है हम पहले भी कह रहे थे अगर इस नॉइज वेक्टर को देखें इसके कॉम्पोनेंट्स V1 V2 Up to VN हैं इन सभी गौशियन नॉइज कॉम्पोनेंट का मीन 0 है इसलिए V bar की एक्सपेक्टेड वैल्यू 0 इसका मतलब यह एक 0 वेक्टर है अब हमारे एस्टीमेट H hat की एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूं याद कीजिए H hat बराबर था X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज के H hat बराबर था H X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar के इसका मतलब H hat एक्सपेक्टेड वैल्यू और कुछ नहीं H X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar एक्सपेक्टेड वैल्यू है यहां पर H bar एक कांस्टेंट है इसे बाहर ले लेते हैं H एक्सपेक्टेड वैल्यू X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar बचेगा पायलट मैट्रिक्स X एक तो मैं एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जा सकता हूं मेरे पास है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ V bar परंतु एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ V bar एक 0 वेक्टर है जो कि एक N x 1 0 वेक्टर है और इसलिए यह कॉन्टिटी चलिए मैं इसे फिर से लिखता हूं H bar X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज 0 bar यह हम पहले भी कई बार देख चुके हैं और इसलिए हमारे पास होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वेक्टर एस्टीमेट H hat बराबर होगा H के जो कि एक निष्पक्ष गुण है और जो पहले कह रहे थे और जो कि बहुत ही रोचक है और जिसे हमने स्केलर एस्टीमेट के संदर्भ में देखा है जो है H hat एस्टीमेट है और यह एक रेंडम क्वांटिटी है याद रखिए यह डिटरमिनिस्टिक क्वांटिटी नहीं है याद रखिए हम पहले ही कह चुके हैं कि H hat गौशियन है यह एक गौशियन वेक्टर है हालांकि अगर मैं H hat की एवरेज वैल्यू को देखूं जोकि H hat की एक्सपेक्टेड वैल्यू है और जो बराबर है H bar के तो किसी अननोन पैरामीटर की एक्सपेक्टेड वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू के बराबर होती है इसलिए ऐसे एस्टीमेटर को अनबायसड एस्टीमेटरकहां जाता है और एस्टीमेट को अनबायसड एस्टीमेट कहा जाता है मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट स्वभावतः अनबायसड होता है तो यह पहली चीज थी जिसकी व्याख्या हमने की थी और जिसे स्थापित कर लिया है तो आपका ML एस्टीमेट या लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट अनबायसड होता है यह पहली बात है अब हम दूसरी चीज जिसे निकालना चाहते हैं वह है विभिन्न वेरियनस या कोवेरियनस क्योंकि यह एक वेक्टर है पहले हमने स्कैलर रेंडम वेरिएबल के लिए स्कैलर एस्टीमेट और वेरियनस निकाला है क्योंकि यह एक वेक्टर है चलिए हम इस एस्टीमेट के लिए कोवेरियनस निकालते हैं तो अब चलिए हम एस्टीमेट Hhat के लिए कोवेरियनस निकालते हैं जोकि परिभाषित किया जाता है याद रखिए H hat एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat टाइम्स इसका ट्रांसपोज जिसे लिखा जा सकता है H hat एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat टाइम्स टाइम् H hat एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat का ट्रांसपोज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat मूल रूप में आपका वेक्टर H bar है क्योंकि यह एक वेक्टर है इसका एस्टीमेटअनबायसड होगा कुछ नहीं परंतु आपके एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat H bar टाइम्स H hat H bar का ट्रांसपोज होगा पहले भी देख चुके हैं H hat बराबर होता है H bar X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar के मैं H hat के इस गुण का उपयोग करूंगा यह चलिए H hat जो बराबर है H bar X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar के इस गुण का उपयोग करता हूं जो कि बताता है की H hat H bar बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar के और अब अगर मैं इस अभिव्यक्ति को यहां रख दूं मुझे कोवेरियंस मिलेगा जो बराबर होगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat H जो होगा X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar टाइम इसका खुद का ट्रांसपोज और अब मैं इस क्वांटिटी को और सरल कर सकता हूं यह है पहली क्वांटिटी X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज V bar और दूसरी क्वांटिटी होगी V bar ट्रांसपोज X X ट्रांसपोज X इन्वर्स ट्रांसपोज यह एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स भी सिमेट्रिक है इसलिए इसका ट्रांसपोज यह मैट्रिक्स खुद ही होगा अब मैं एक्सपेक्टेशन ऑपरेटर को अंदर ले चलता हूं मेरे पास है X ट्रांसपोज X इन्वर्स एक्सपेक्टेड V V bar टाइम X ट्रांसपोज X इन्वर्स और अब यह V V bar ट्रांसपोज और कुछ नहीं परंतु का नॉइज का कोवेरियंस है याद रखिए एक्सपेक्टेड V V bar ट्रांसपोज नॉइज वेक्टर V bar का कोवेरियंस है और याद रखें फिर से हम यहां IID गौशियन नॉइज एलिमेंट्स V1 V2 Up to VN का विचार कर रहे हैं जिनका मीन 0 है जिसका मतलब है कोवेरियंस मैट्रिक्स एक सिगमा स्क्वेयर टाइम आईडेंटिटी मैट्रिक्स है यदि हम पहले देख चुके थे याद रखिए हमने IID गौशियन नॉइज एलिमेंट्स V1 V2 Up to VN ऑफ वेरियस लिए हैं हर नॉइज सैंपल का मीन 0 है और वेरियन सिग्मा स्क्वायर यह सारे नॉइज सैंपल इंडिपेंडेंट है और यह बताता है की कोवेरियंस एक्सपेक्टेड V bar V ट्रांसपोज जो बराबर है सिग्मा स्क्वेयर टाइम आईडेंटिटी जिसका मतलब है नॉइज कोवेरियंस एक्सपेक्टेड V bar V ट्रांसपोज बराबर होता है सिग्मा स्क्वेयर टाइम आईडेंटिटी जब IID नॉइज सैंपल का मीन 0 है और वेरियंस सिग्मा स्क्वायर के बराबर होता है कोवेरियंस ऑफ एस्टीमेट H hat की अभिव्यक्ति को और सरल बनाने के लिए मैं इसे इस अभिव्यक्ति में रखता हूं जैसे ही आप इसे यहां रखेंगे तब यह घटकर बराबर हो जाएगा X ट्रांसपोज X इन्वर्स X ट्रांसपोज टाइम कोवेरियंस जो बराबर है सिग्मा स्क्वेयर टाइम आईडेंटिटी टाइम X टाइम X ट्रांसपोज X इन्वर्स के और अब आप साफ तौर से देख सकते हैं मैं सिगमा स्क्वेयर को बाहर ला सकता हूं यह एक स्केलर क्वांटिटी है और हम जानते हैं आइडेंटिटी टाइम्स मैट्रिक्स मैट्रिक्स खुद ही होता है तो यह घट कर रह जाता है X ट्रांसपोज XX X ट्रांसपोज X इन्वर्स मेरे पास एक बार है X ट्रांसपोज X इन्वर्स और एक जगह है X ट्रांसपोज X यह मूल रूप से आईडेंटिटी मैट्रिक्स है तो मेरे पास बचकर रह गया है सिग्मा स्क्वेयर टाइम X ट्रांसपोज X इन्वर्स और जो कि एस्टीमेट का कोवेरियंस है तो मूलतः यह वेक्टर पैरामीटर के एस्टीमेट H hat का कोवेरियंस है चलिए इन सभी बातों का सार देखें हम तीन चीजों के बारे में बात कर रहे थे H hat एक गौशियन पैरामीटर है H h at का मीन भी है यह एक अनबायस एस्टीमेट है जहां पर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H hat पैरामीटर वेक्टर H bar है और इसका कोवेरियंस बराबर है सिग्मा स्क्वायर X ट्रांसपोज X इन्वर्स के इसलिए अब मैं साफ तौर से कह सकता हूं यह एक गौशियन यह एक कांस्टेंट वेक्टर है हम इसे दर्शाते हैं N मीन H bar कोवेरियंस X ट्रांसपोज X इन्वर्स से तो इस एस्टीमेटर के व्यवहार का सार देखते हैं यह एस्टिमेटर एक गौशियन जिसका मीन H bar और कोवेरियंस सिग्मा स्क्वायर X ट्रांसपोज X इन्वर्स है और अब हम कुछ बहुत ही रोचक देखने जा रहे हैं कोवेरियंस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स वेक्टर एस्टीमेट कॉम्पोनेंट के वेरियंस से संबंधित है अगर आप Ith एस्टीमेट को देखें वेरियंस का Ith एलिमेंट वेरियंस का Ith कॉएफिशिएंट HI वेरियंस का Ith कॉएफिशिएंट का एस्टीमेट जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ H I H I स्क्वायर जोकि Ith डायगोनल एलिमेंट्स है कोवेरियंस मैट्रिक्स का तो यह है सिग्मा स्क्वेयर X ट्रांसपोज X इन्वर्स Ith एलिमेंट यह है मैट्रिक्स का Ith डायगोनल एलिमेंट् जो और कुछ नहीं परंतु सिग्मा स्क्वायर एक कांस्टेंट है इसे बाहर ले जा सकते हैं और यह है मैट्रिक्स का Ith डायगोनल एलिमेंट् यह क्या है यह I th कॉएफिशिएंट का एस्टीमेट का वेरियंस है यह वेक्टर पैरामीटर H hat इसमें I th कॉएफिशिएंट का एस्टीमेट का वेरियंस है तो ठीक है अभी तक हमने इस अध्याय में क्या देखा हमने देखा लीस्ट स्क्वेयर एस्टीमेट या मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट H hat जोकि बराबर है X ट्रांसपोज X इन्वर्स टाइम्स X ट्रांसपोज Y bar के और हमने इसे सरल कर लिया हमने इस वेक्टर एस्टीमेट के गुणों को भी जाना और जो हम पहले भी कह चुके हैं कि यह वेक्टर एस्टीमेट एक गौशियन वेक्टर है याद रखिए यह स्केलर एस्टीमेट की तरह बिल्कुल नहीं है जो हम पहले ही बात कर चुके हैं यहां हमने बात की एक वेक्टर एस्टीमेट या एक वेक्टर पैरामीटर के एस्टीमेट के बारे में तो हमारे पास एक गौशियन वेक्टर है जोकि अन बायस है जिसका तात्पर्य एवरेज वैल्यू ऑफ एस्टीमेट H hat और कुछ नहीं H bar ही होगी और कोवेरियंस दिया जाता है सिग्मा स्क्वायर X ट्रांसपोज X इन्वर्स के द्वारा जहां पर X याद रखिए एक पायलट मैट्रिक्स है और अंततः हमने यह भी कहा कि वेरियस ऑफ एस्टीमेट ऑफ Ith कॉएफिशिएंट जो कि दिया जाता है कोवेरियंस मैट्रिक्स के I th डायगोनल एलिमेंट के द्वारा तो यह संक्षिप्त सार है मैक्सिमम लाइक्लीहुड ऐस्टीमेट के गुणों का और इसके और पहलू के बारे में जानेंगे आगे आने वाले अध्यायों में बहुत बहुत धन्यवाद